मानव संसाधन प्रबंधन पर कक्षा में आपका स्वागत है हम विभिन्न प्रकार के लाभों के बारे में बात कर रहे थे मुझे खेद है हम एक हिस्सा खत्म नहीं कर सके तो मैं इस पर पहले जाऊंगी और फिर हम विप्रलंभपृथक्करण के लिए आगे बढ़ेंगे तो चलिए उसके साथ चलते हैं कुछ स्रोत यहां पर हैं कुछ स्रोत कुछ पुस्तकें जिनका मैंने उल्लेख किया है फिर से मैं ब्रिस्को शुलर और क्लॉसBriscoe Schuler and Claus की पुस्तक से गई हूँ लेकिन मैंने इससे कुछ लिया नहीं है इसलिए आप इस पुस्तक का संदर्भ इन स्लाइड्स में नहीं देखेंगे लेकिन मैंने इसका अध्ययन किया है इसलिए यह जरूरी है कि मैं इसे यहां रखूं दूसरी किताब जिसका मैंने उल्लेख किया है गोमेज़ मेजिया बाल्किन और कार्डीGomez Mejia Balkin and Cardy द्वारा और यह एक बहुत अच्छी पुस्तक है और मैं इसका अनुसरण कर रही हूं और अगर आपको इसकी आवश्यकता है आप इसे खरीद भी सकते हैं यह बाजार में आसानी से उपलब्ध है किसी ने मुझसे पूछा था सॉफ्टकॉपी के लिए जो उपलब्ध हो मुझे किसी भी वेबसाइट की जानकारी नहीं है जो सॉफ्टकॉपी बेचती है लेकिन मैं वास्तव में नहीं जानती लेकिन अगर आपको एक मिलती है तो कृपया मुझे मंच के माध्यम से बताएं ठीक है हम बात कर रहे थे छुट्टी के समय के बारे में उन लाभों में से एक जिन्हें मैं अंतिम व्याख्यान में शामिल करना चाहूँगी लेकिन मैं रोग अवकाश की इस अवधारणा को स्वीकार करने में सक्षम नहीं थी अब रोग अवकाश पूर्ण वेतन प्रदान करती है प्रत्येक दिन के लिए जब एक कर्मचारी एक अल्पकालिक बीमारी या विकलांगता का अनुभव करता है जो कि उसकी कार्य करने के लिए या उसकी काम करने की क्षमता के साथ हस्तक्षेप करता है हम सभी रोग अवकाश की इस अवधारणा से अवगत हैं यह एक लाभ है जो कानून द्वारा अनिवार्य किया गया है और इसलिए आप जानते हैं हमें नियोक्ता के रूप में अपने कर्मचारियों को किसी भी बीमारी से उबरने के लिए कुछ समय देना आवश्यक है हम सब इंसान हैं हम बीमार पड़ते हैं हम मानव संसाधन प्रबंधकों के रूप में रोग अवकाश का प्रबंधन कैसे करते हैं हम कल्याण वेतन कार्यक्रम कर सकते हैं कल्याण वेतन कार्यक्रम लोगों के लिए जो बीमार नहीं पड़ते हैं प्रोत्साहन प्रदान करते हैं कल्याण वेतन कार्यक्रम के साथ बड़ी समस्या नैतिक मुद्दे हैं बीमार पड़ना ज्यादातर समय असावधानीवश होता है मैं समझ सकती हूं अगर यह किसी की सेहत के प्रति लापरवाही के कारण है कोई फिर भी लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं जो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं और जो आवश्यक सावधानी बरतते हैं लेकिन बहुत बार संक्रामक जुखाम जैसा कुछ साधारण चारों ओर फैल रहा होता है आपको जो करना आवश्यक है आप करें आप अपने सिर नाक गले सब कुछ को ढकते हैं और आपको संक्रामक बीमारीलग जाती है और आप अगले 4 या 5 दिनों के लिए तेज बुखार के साथ पड़े हुए हैं आपको दंडित नहीं किया जाना चाहिए या मैं इसके विपरीत देख रही हूं कोई जो छोटा है और जिसके पास आपसे बेहतर प्रतिरक्षा प्रणाली है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका संविधान ऐसा है जिसे इसके अलावा पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए तो फिर यहां पर एक नैतिक मुद्दा है लेकिन यह उन चीजों में से एक है जो संगठन करते हैं वे संस्थान कुछ कल्याण कार्यक्रम कर सकते हैं वे लोगों को स्वस्थ रहने और अच्छी तरह से रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं ठीक है लचीले काम के घंटे कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन और परिवार के आवश्यक काम को संतुलित करने में मदद करने के लिए हम सब बीमार पड़ जाते हैं हम सभी को कार्य जीवन संतुलन के बारे में जानने की जरूरत है जोकि हम अक्सर बात करते हैं और अगर हमें इस संतुलन को हासिल करने के लिए एक मौका दिया जाए तो संगठन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बढ़ जाती है और तनाव जो हम खुद पर लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे होते हैं में कमी आ सकती है तो यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया है यदि एक कर्मचारी के रूप में मैं सहज महसूस कर रहा हूं संगठन के मेरे प्रति व्यवहार से यदि मेरा संगठन मुझे कुछ व्यक्तिगत संकटों की देखभाल करने के लिए कुछ लचीले घंटों की अनुमति देता है मैं उस गिनती पर जोर नहीं देता और अगर मैं उस तनाव को नहीं लेता हूं तो तनाव का समग्र स्तर नीचे आता है और मैं लंबे समय तक स्वस्थ रहता हूँ मुझे एक और समस्या की जरूरत नहीं है उनके अतिरिक्त जो सामना करने के लिए पहले से ही है तो वह हमेशा मदद करता है यह लोगों को प्रतिबद्ध रखता है अस्वस्थ छुट्टी के रूप में बीमार छुट्टी एक और बात है जो हम करते हैं मेरा मतलब है इस पर होना बहुत ही फिसलन ढलान है तो कई संगठनों में रोग अवकाश के दिन होने की अवधारणा है कुछ निश्चित संख्या में दिन जो कोई रोग अवकाश के रूप में ले सकता है और आप उन्हें इस रोग अवकाश को इकट्ठा करने देते हैं अगर वे बीमार नहीं पड़ते हैं एक साल में दो साल तीन साल में और चौथे वर्ष में उनके पास अचानक चिकित्सा आपात काल है जिसके लिए उन्हें एक महीने के लिए अनुपस्थित रहने की आवश्यकता है उन्हें एक निश्चित बिंदु तक ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए इसलिए कई संगठन इसकी अनुमति देते हैं और यह हमारी चिकित्सा आपात स्थितियों से निकलने में मदद करता है इसलिए कई संगठनजब आप संगठन छोड़ते हैं या तो सेवानिवृत्ति के समय या दूसरे संगठनों में जाने के समय तो आपको यह इकट्ठा की हुई रोग अवकाश को नक़द करने की अनुमति देते हैं इसलिए यदि आपने इसे इकट्ठा किया है तो आप जानते हैं आप इसे नक़द करने सकते हैं यह वास्तव में अच्छी तरह से रहने के लिए एक इनाम नहीं है यह केवल कुछ ऐसा है जिसे आपको उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है यह एक लाभ है आकस्मिक अवकाश का प्रावधान अब पश्चिम में बहुत सारे संगठन विशेष रूप से पश्चिम में मैंने सुना है प्रत्यक्ष रूप से मुझे नहीं पता लेकिन मैंने सुना है कि वे लोगों को व्यक्तिगत काम के लिए बहुत समय नहीं देते हैं तो आप जानते हैं उनके पास अवकाश की सख्त श्रेणियां हैं और यदि आप कहते हैं एक दिन आप सिर्फ उदास महसूस कर रहे हैं आप आधिकारिक तौर पर उदास नहीं हैं और एक दिन आप जानते हैं आपकी उत्पादकता बहुत अधिक नहीं होगी आपको अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए बस कुछ समय लेने की आवश्यकता है भारत में हमारे पास आकस्मिक अवकाश की यह अवधारणा है और सरकारी क्षेत्र में कुछ संगठनों में हमें प्रति माह एक आकस्मिक अवकाश की अनुमति है जो मुझे लगता है काफी ठीक है और आप जानते हैं निश्चित रूप से हमें अग्रिम सूचना देनी होगी आपात काल होने पर हमें आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं दी जा सकती जब वहाँ वितरित करने के लिए चीजें हैं लेकिन अगर बाकी सब बातों का ध्यान रखा जाए तो मेरे बॉस मुझे उस दिन छुट्टी लेने की अनुमति दे सकते हैं आपको पता है बस मेरी बैटरी पुनर्भरण के लिए मैं बस घर पर रहना चाहती हूँ और पढ़ना चाहती हूँ मैं इधर उधर भाग रही हूँ चाहे यह यह वह मुझे बस घर पर बैठने की ज़रूरत है और कुछ व्यक्तिगत काम करना है या बस आराम करना है तो यही वह है जिसे हम आकस्मिक अवकाश कहते हैं आप लोगों को व्यक्तिगत दिनों की अनुमति देते हैं और वे बीमार नहीं पड़ेंगे अन्यथा तनाव जमा होता है और एक दिन आप बस गिर जाते हैं तो इस तरह का अवकाश रखना हमेशा मददगार होता है आइए हम आज के लिए विषय पर आते हैं कर्मचारी पृथक्करण पृथक्करणतब होता है जब कोई कर्मचारी संगठन का सदस्य होना बंद कर देता है पृथक्करण तब होता है जब आप शारीरिक रूप से कंपनी से दूर चले जाते हैं या तो आप काम करना बंद कर देते हैं या आप दूसरे संगठन में चले जाते हैं कारोबार दर उस दर का माप है जिस पर कर्मचारी फर्म को छोड़ते हैं ये कुछ अवधारणाएँ हैं कारोबार एक संगठन द्वारा उत्पन्न राजस्व की मात्रा को भी संदर्भित करता है लेकिन मानव संसाधन के लिहाज से कारोबार दरें लोगों की संख्या या उस दर को संदर्भित करती हैं जिस पर कर्मचारी फर्म छोड़ते हैं कितने लोग आते हैं और जाते हैं एक साल तीन महीने जो भी हो आपका माप है कर्मचारी पृथक्करण के लाभ श्रम लागत को कम कर रहे हैं मानो या ना मानो फिर से आप जानते हैं आप कहेंगे आप बहुत मतलबी हो रहे हैं जब आप यह कहते हैं लेकिन जब बहुत अधिक वेतन पाने वाले वरिष्ठ कर्मचारी संगठन छोड़ देते हैं तो आप जूनियर कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं और वह व्यक्ति जो इस पद पर जिसे एक बहुत वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा कब्ज़ा किया गया था आसीन होता है आपको पता है जब यह पूरा बदलाव हो जाता है वह व्यक्ति जो एक बहुत ही वरिष्ठ कर्मचारी जो कि संगठन छोड़ रहा है के पद पर आता है उस व्यक्ति को उच्च वेतन तुरंत नहीं मिलता है कुछ अंतराल है व्यक्ति को श्रेणियों से गुजरना पड़ता है हो सकता है कुछ समय बिताए और फिर बिंदु तक पहुंचे या यहां तक हो सकता है कि उस उच्च वेतन के बिंदु को पार कर ले लेकिन उस समय कुछ महीनों के लिए हर कोई नए सिरे से शुरू कर रहा है लोग वरिष्ठ पदों पर बढ़ रहे हैं और आपको एक नया व्यक्ति मिलता है आपके संचालन करने की कुल लागत प्रशिक्षण लागत को शामिल कर के कुछ महीनों के लिए बहुत संक्षेप में नीचे जा सकती है या जब कर्मचारी स्वेच्छा से चले जाते हैं तो हम लोगों को अतिरिक्त काम देते हैं लेकिन हम उन्हें एक अतिरिक्त व्यक्ति का वेतन नहीं देते हैं इसलिए हम सभी अतिरिक्त काम करते हैं कोई लाभ नहीं कोई अतिरिक्त लाभ शामिल नहीं है आंशिक रूप से हो सकता है लेकिन संचालनकरने की कुल लागत नीचे जाती है और हम प्रबंधन करते हैं तो श्रम लागत कम हो सकती है खराब प्रदर्शन का प्रतिस्थापन पृथक्करण का एक और लाभ है हमें कमज़ोर कर्मचारियों को छोड़ने के लिए कहना होगा खराब प्रदर्शन हमेशा संगठन के संसाधनों पर संगठन के मनोबल पर संगठन की उत्पादकता लाभप्रदता पर एक निकास है इसलिए हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है लोग जो प्रदर्शन नहीं कर रहे थे उन्हें या तो अपने दम पर छोड़ देना चाहिए या छोड़ने के लिए कहा जाना चाहिए और यह हमेशा संगठन की मदद करता है दूसरी चीज है बढ़ा हुआ नवाचारनवपरिवर्तन हम बहुत अनावश्यक बन सकते हैं आप जानते हैं कि हमारे पास जो विचार हैं एक संगठन में जिसमें हम लंबे समय तक सेवा करते हैं दोहराए जाने लगते हैं जब हम नए यंग लोग प्राप्त करते हैं जब हम अपने संगठन में उन लोगों को लाते हैं जो बहुत सारी अलग अलग चीजों के संपर्क में आए हैं तो नई चीजें होती हैं वे अपने साथ नए अनुभव नए विचार लेकर आते हैं तो स्थान स्थिर नहीं हो जाते हैं यह एक आवश्यकता है स्थिरता को रोकने के लिए वहां एक आवश्यकता है कुछ IIT में और मेरा मानना है कि कुछ IIM में वे तुरंत अपने स्वयं के पीएचडी छात्रों को संकाय के रूप में भर्ती नहीं करते हैं पीएचडी करने के बाद आपको बाहर जाना होगा आपको किसी अन्य संगठन में कम से कम 3 से 5 साल का अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है या तो एक शोध भूमिका में या एक शिक्षक भूमिका में और फिर आप अपने मूल संगठन पर वापस आते हैं आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि हम उस स्थान पर बने रहना चाहते हैं जहाँ हमने अपनी पीएचडी की थी क्योंकि यह हमारा सुखद क्षेत्र है हम शिक्षकों को जानते हैं हम परिवार हैं लेकिन कई IIT और IIM इसकी अनुमति नहीं देते हैं साधारण कारण से लोग स्थिर हो जाते हैं वही विचार चल रहे हैं और चल रहे हैं हम उसी तरह का शोध ठीक उसी तरह से कर रहे हैं हम चीजों के साथ उसी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं इसलिए कोई नवाचारनहीं होता है जहां लोग जब लोग संगठन छोड़ते हैं तो नए लोग आते हैं जिनके पास अलग अलग अनुभव होते हैं और इसका परिणाम नई चीजों को करने के नए तरीकों में होता है और उससे आपके उत्पाद में बहुत समृद्धि होती है आप उन दिशाओं में जा सकते हैं जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते थे और यह अधिक विविधता के लिए एक अवसर प्रदान करता है कर्मचारी पृथक्करण में शामिल कुछ लागत फिर हमने इस पर चर्चा की है जब हम भर्ती की चर्चा कर रहे थे इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगी आपके लिए बस थोड़ा सा पुनः अवलोकन जब लोग संगठन छोड़ देते हैं तो भर्ती के साथ एक लागत भी शामिल होती है चयन के साथ एक लागत शामिल है नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में कुछ लागत शामिल है और एक पृथक्करण लागत है जिसमें आपको लाभ का भुगतान करना होगा आपको व्यक्ति को वेतन देना होगा आपको उन्हें कुछ पृथक्करण लाभ देने होंगे आपको बेरोज़गारी बीमा की लागत राशि देने की भी आवश्यकता है मैं आपको एक मिनट में बताऊंगी कि वह क्या है आपको कुछ संगठनों में एक से बाहर निकलने के लिए साक्षात्कार की आवश्यकता होगी इसलिए इसमें समय लगता है इसलिए लोगों को बैठने की जरूरत है और फिर वे कंपनी को बताते हैं कि वे क्यों छोड़ रहे हैं उन्हें कंपनी के बारे में क्या महसूस हुआ और वह निकास साक्षात्कार कहलाता है आपको उनकी मदद करने की आवश्यकता हो सकती है बिना प्लेसमेंट के जो है सशस्त्र बल करते हैं तो आप जानते हैं आपके पास विस्थापन सहायताoutplacement assistanceहै इसलिए जैसा कि वे छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं आपके पास एक पुन रोजगार या विस्थापन सहायता है जो आप उन्हें देते हैं आप कहेंगे आपके कौशल बेमानी हैं लेकिन चूंकि आप इतने अच्छे कार्यकर्ता हैं इसलिए हम आपकी मदद करेंगे नौकरी दिलाने में लेकिन उसमें भी लागत लगती है और एक पद है जो खाली है उनका काम नहीं हो पाता है और हमने पहले इन पर चर्चा की है इसलिए अब मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगी कुछ प्रकार के पृथक्करण वहाँ हो सकता है स्वैच्छिक पृथक्करण और वहां अनैच्छिक पृथक्करण हो सकता है स्वैच्छिक पृथक्करण तब होता है जब कोई कर्मचारी व्यक्तिगत या व्यावसायिक कारणों से नियोक्ता के साथ संबंध समाप्त करने के लिए निर्णय लेता है आप कहेंगे सेवानिवृत्ति एक स्वैच्छिक पृथक्करणनहीं है इसमें बहुत कम अंतर है काम की जगह छोड़ने के लिए आपको कानून की आवश्यकता होती है हम काम की जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम इसे बहुत पसंद करते हैं लेकिन तब जब हम 65 या 60 या 58 के हैं आपकी सेवानिवृत्ति की आयु जो भी है आप चले जाते हैं और आप अपने काम की जगह में नियुक्त होते हैं यह जानते हुए कि यह वह उम्र है जिस पर आपको छोड़ना होगा तो वह है यह स्वैच्छिक पृथक्करण के रूप में गिना जाता है छोड़ना एक और है आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का फैसला कर सकते हैं और यह भी एक स्वैच्छिक पृथक्करण के रूप में गिना जाता है आप छोड़ने का फैसला करते हैं मैं नौकरी छोड़ देता हूं और आगे बढ़ते हैं या तो काम करना बंद कर देते हैं या कुछ बेहतर करते हैं अनैच्छिक पृथक्करण तब होता है जब प्रबंधन कर्मचारी और संगठन के बीच आर्थिक आवश्यकता या खराब फिट होने के कारण किसी कर्मचारी के साथ अपने संबंध को समाप्त करने का निर्णय लेता है मुझे विसंगति के लिए खेद है यह एक और दो या ए और बी होना चाहिए वैसे भी तो आप कैसे तय करते हैं खराब फिट होने के कारण आप कर्मचारी को निकालने का फैसला कर सकते हैं खराब फिट खराब प्रदर्शन या अस्वीकार्य व्यवहार है तो यही है जब आप कर्मचारी को छोड़ने के लिए कहने का फैसला करते हैं या आप कर्मचारियों के एक पूरे समूह को नौकरी से निकालना चाहते हैं या आपको कटौती करने की आवश्यकता हो सकती है या जैसा कि हम इन दिनों देखते हैं आवश्यकता के कारण लागत में कटौती करने और दक्षता में सुधार करने के लिए वर्तमान कर्मचारियों के बीच ज़िम्मेदारी के पुन आवंटन द्वारा सही आकार देने के लिए आपको उन कौशल की आवश्यकता नहीं है जो इन कर्मचारियों के पास थे मैंने आपको प्रौद्योगिकी का उदाहरण दिया है उदाहरण के लिए भंडारण उपकरण यह एक ऐसा अद्भुत उदाहरण है मुझे इसका उपयोग करना पसंद है बहुत सारे व्याख्यानों में ऑडियो कैसेट से लेकर सीडी तक डीवीडी तक और क्लाउड तक पेन ड्राइव से क्लाउड तक ऑडीओ कैसेट आए और गए कंप्यूटर के लिए स्टोरेज डिवाइस हे भगवान यह ऑडियो कैसेट के साथ शुरू हुआ मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के पास वह कंप्यूटर था जिससे आप चिपके रहते थे आप कंप्यूटर के साथ अपने टेलीविजन के साथ स्क्रीन के रूप में एक प्रोग्राम बनाते होंगे और आपके ऑडियो कैसेट प्लेयर नियमित ऑडिओ कैसेट के साथ स्टोरेज डिवाइस के रूप में आप तीनों को जोड़ते हैं और आप एक कार्यक्रम टाइप करते हुए घंटों बिताते हैं और रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक बिजली कटौती होती है दो ढाई घंटे तीन घंटे का यह सारा प्रयास खराब हो जाता है तो वह समय था मेरा मतलब यह है कि मैंने सीखा है बहुत समय पहले कंप्यूटर का उपयोग कैसे करना है और फिर निश्चित रूप से इसमें बहुत भिन्नताएं थीं और फिर हमारे पास ये फ्लॉपी डिस्क थे और हमारे पास 3 12 इंच डिस्क थे और फिर हमारे पास पेनड्राइव थे और हमारे पास डीवीडी और सीडी थे और यह सब आया था और फिर अचानक वहाँ क्लाउड था तो हार्ड ड्राइव बाहरी हार्ड ड्राइव जो कि हम में से बहुत से लोग हमारी जेब में ले जाते हैं और किसी को कभी अब और असली फ्लॉपी डिस्क देखने को नहीं मिलता मुझे नहीं लगता कोई मशीन है जो अब और उन का उपयोग करती है इसलिए आवश्यकता प्रौद्योगिकी को बदलती है और लोगों का एक पूरा झुंड जो जानता था उन्हें कैसे बनाना है जो जानता था कैसे उपयोग करना है अब बाहर है आप क्या करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकालना होगा चलिए हम सेवानिवृत्ति पर आते हैं विभिन्न लाभ जो आप उन लोगों को दे सकते हैं जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं आप उन्हें पेंशन दे सकते थे आप जानते हैं पेंशन क्या है आप उन्हें एक निश्चित मात्रा में आय जोकि उसका प्रतिशत है जो वे अर्जित करते थे जब तक वे सेवा में थे आश्वस्त करते हैं और आप उन्हें इस आय को उनके जीवन के अंत तक आश्वस्त करते हैं तो आप उन्हें बताएं कि ठीक है हम आपकी देखभाल करेंगे और आप जानते हैं यह सामाजिक सुरक्षा का एक रूप है जिसे भारत में और कुछ अन्य देशों में लागू किया जाता है आपके पास एक अच्छी तरह से परिभाषित योगदान भी हो सकता है माफ़ कीजिएगा हमारे पास अभी सरकारी क्षेत्र में ऐसा कुछ है जहां सरकार आपको निर्णय लेने में मदद करती है या जोर देकर कहती है कि आप पेंशन योजना के लिए योगदान करें वे नहीं चाहते कि आप समाज पर बोझ बने तो उन्होंने कहा यह न्यूनतम राशि है जिसकी आपको अपने पेंशन फंड में योगदान करने की आवश्यकता है और आप इसमें कुछ राशि डालते रहें और सरकार इसके एक प्रतिशत से मेल करेगी अब यदि आप अधिक रखना चाहते हैं तो सरकार अतिरिक्त भाग से मेल नहीं करेगी लेकिन आप जितना चाहें उतना डालते रहें और सरकार आपकी कुल आय के प्रतिशत से मेल करती है और इस पेंशन फंड में योगदान करती है और जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तो आपको एकमुश्त राशि मिलती है या तो आपको यह सब एक साथ मिलता है या आप इसे किश्तों में प्राप्त करते हैं इसलिए विभिन्न संगठनों में इस तरह की अंशदायी अच्छी तरह से परिभाषित पेंशन योजना या योगदान योजना है ठीक है और फिर आपके पास निलंबन होगा आप लोगों से कहेंगे कि अब छोड़ दें छोटे व्यवसायों में आप निलंबन को कैसे संभालते हैं आपको निलंबन के कारण के लिए स्पष्ट होने की आवश्यकता है सेवानिवृत्ति है लोग जाते हैं और वे सुनहरी क्षतिपूर्तिलेते हैं मेरा मतलब है क्षमा करें वे पैसे लेते हैं जो उन्हें दिया जाता है और वे आगे बढ़ते हैं फिर आपके पास भी निलंबन की आवश्यकता है आप निलंबन को कैसे संभालते हैं निलंबन होते है जब आप लोगों से पूछते हैं छोड़ने के लिए तो आपको निलंबन के लिए कारण के बारे मेंस्पष्ट होने की आवश्यकता है आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप लोगों को निलंबित क्यों कर रहे हैं आपको अपने कर्मचारियों को निलंबन के मानदंड समझाने की जरूरत है और आपको लोगों को हटाने के लिए कानूनी सावधानी बरतने की ज़रूरत है आप एक निलंबन को कैसे लागू करते हैं आप कर्मचारियों को समय से पहले सूचित करते हैं आप निलंबन के मानदंड विकसित करते हैं आप निलंबित कर्मचारियों से यथासंभव संवेदनशील रूप से संवाद करते हैं आप मीडिया संबंधों का समन्वय करते हैं आप सुरक्षा बनाए रखते हैं और आप निलंबन के बचे लोगों को आश्वस्त करते हैं आप उन्हें बताएं आप लोगों को जानने दें कि वे निलंबित होने जा रहे हैं आप कुछ मानदंड विकसित करते हैं आप उन्हें बताएं कि वे इन कारणों की वजह से निलंबित होने जा रहे हैं आप इस तथ्य को उन्हें यथासंभव संवेदनशील तरीके से बताएं एक अंग्रेजी फिल्म है मुझे नहीं पता अगर यहाँ नाम उल्लेख करना चाहिए और मुझे आशा है मैं सही हूं जब मैं यह कहती हूं मुझे लगता है फिल्म का नाम है "अप इन द एयर" जहां यह दो लोगों के बारे में कहानी है जो हैं या एक व्यक्ति के बारे मेंजिसका काम लोगों को छंटनी करना है मुझे लगता है वह वहाँ था उस फिल्म में फिर मुझे नहीं पता अगर यहां इसका उल्लेख करना उचित है लेकिन वैसे भी आप जानते हैं जिस तरह से आप लोगों को बर्खास्त करते हैं वह देश भर में घूमता है और लोगों को बताता है कि उन्हें निकाल दिया जाएगा तो किसी ना किसी प्रकार से आप समन्वय करते हैं और लोगों को करने देते हैं क्योंकि लोगों को दुख होने वाला है जब आप उन्हें बताते हैं कि उन्होंने अपनी नौकरी खो दी है वे नहीं जानते कि अगला भोजन कहां से आने वाला है वे नहीं जानते क्या वे घर को बनाए रखने में सक्षम होंगे जिसे उन्होंने अपने लिए खरीदा है उन्होंने अपने बच्चों को किसी विशेष स्कूल या कॉलेज में रखने के लिए योजनाएँ बनाई होंगी और अचानक वे योजनाएँ खत्म हो जाती हैं तो आखिर वे क्या करते हैं तो वे इसे बहुत अच्छे से नहीं लेने वाले और विशेष रूप से यदि आप गलत नहीं हैं आपको नौकरी से निकाला जा रहा है यह आपको दुखी करने वाला है लोग जाने जाते हैं दिल का दौरा पड़ने के लिए लोग जाने जाते हैं मृत्यु हो जाने के लिए जब वे यह खबर सुनते हैं कि उन्हें निकाला जा रहा है आपको पता है वे कर्ज में हो सकते हैं और वे इस काम पर भरोसा कर सकते हैं उनकी मदद करने के लिए कर्ज से बाहर निकलने के लिए लोगों के परिवार के सदस्य हो सकते हैं जो बीमार हैं जिन्हें महंगी चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है अचानक आप उन्हें बताते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृपया कल से ऑफिस मत आइए वो क्या करते हैं और वे उम्र में बड़े हैं और कोई और उन्हें काम पर नहीं रखेगा क्योंकि संगठन या उद्योग को युवा रक्त की जरूरत होती है तो एक अच्छा दिन आप कहते हैं ठीक है आप 50 वर्ष के हैं कृपया जाएँ वापिस मत आना और मुझे परवाह नहीं है शेष जीवन आप कैसे बिताते हैं अब दीर्घायु होने के साथ लोग सक्रिय हैं लोग 70 या 80 के दशक तक उत्पादक हो सकते हैं तो यह व्यक्ति थोड़ी देर के बाद समाज पर बोझ बन जाता है तो आप जानते हैं यह मुश्किल हो सकता है इसलिए हम लोगों को अच्छा बनने की जरूरत है फिर आप मीडिया संबंध कैसे समन्वय करते हैं निलंबन के आकार के आधार पर कितने लोगों को रखा गया है इसके आधार पर निलंबन के कारण के आधार पर मानवाधिकार संगठन आपको काम पर ले जा सकते हैं वे आपसे पूछ सकते हैं कि आपने इतने सारे लोगों को पीड़ित क्यों किया है और लोग आपके खिलाफ हथियार उठा सकते हैं विशेष रूप से यदि निलंबन के कारण पर्याप्त रूप से आश्वस्त नहीं हैं और जो आपके संगठन को गहरी मुसीबत में डाल सकता है तो एक को पता है मीडिया संबंधों को कैसे संभालना है और किसी की सार्वजनिक छवि को नुकसान को कैसे कम से कम करना है कर्मचारियों के लिए निलंबन आसान नहीं है संगठनों के लिए वे और भी कठिन हैं और यह समस्याओं में से एक है सुरक्षा बनाए रखना यदि आप बहुत सारे लोग हैं तो यह आपके संगठन के लिए खतरा हो सकता है और निलंबन से बचे लोगों को आश्वस्त करना निलंबन उत्तरजीवी को संभालना उत्तरजीविता की चिंता के कारण जब हम निलंबन के बारे में बात करते हैं तो बचे हुए लोग असहज महसूस कर सकते हैं जो लोग बाकी रह गए हैं वे असहज महसूस कर सकते हैं वहां और भी काम हो सकते थे असहज करने वाले परिवर्तन हो सकते हैं योगदान का स्व मूल्यांकन हो सकता है अपराध बोध हो सकता है डिप्रेशन हो सकता है तो ये सभी बातें हो सकती हैं और जो लोग बाकी रह गए हैं उनकी चिंता में जुड़ सकती हैं अब आप कैसे बचे हुए लोगों का मनोबल और प्रदर्शन बनाए रखते हैं आप उन्हें बताएं आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं आप उन्हें समझने में मदद करते हैं कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं आपको अपने कर्मचारियों की सराहना करने और काम को मज़ेदार बनाने की ज़रूरत है आपको यह भी पता लगाने की जरूरत है आपको उन्हें यह भी भरोसा दिलाने की जरूरत है कि वे जो कुछ भी बोलते हैं आप सुन रहे हैं और आपको कर्मचारियों की मदद करने की आवश्यकता है उनके काम का महत्व को देखें निलंबन के कुछ विकल्प आपके पास रोज़गार नीतियाँ हो सकती हैं आप निलंबन कम कर सकते हैं आप जानते हैं कि संघर्षण के कारण रोज़गार नीतियों का उपयोग निलंबन को कम करने के लिए किया जा सकता है वहाँ एक भर्ती स्थिर हो सकती है वहाँ कटौती हो सकती है आप अंशकालिक कर्मचारियों को काट सकते हैं आप प्रशिक्षण काट सकते हैं या संस्थानिक कर्मचारियों को उप काम दे सकते हैं आप उन्हें स्वैच्छिक छुट्टी दे सकते हैं आप उन्हें कुछ समय छुट्टी लेने और वापस आने दे सकते थे आप उन्हें अनुपस्थिति की छुट्टी भी दे सकते थे और आप काम के घंटे कम कर सकते हैं तो ये कुछ विकल्प हैं आप अपनी रोज़गार नीतियों में इन चीजों का निर्माण कर सकते हैं और आप नौकरी की बनावट में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं आप कुछ कर्मचारियों को स्थानांतरित कर सकते हैं और उन्हें उन स्थानों पर रख सकते हैं जहां आपको उन्हें ज्यादा लाभ देने की आवश्यकता नहीं है आप उन्हें स्थानांतरित कर सकते हैं आप काम बाँटने को प्रोत्साहित कर सकते हैं हमने पहले चर्चा की है काम बाँटने की आप उन्हें भी दे सकते हैं क्योंकि यदि कोई विकल्प दिया जाता है तो कुछ कर्मचारी हैं संगठन के साथ कम वेतन पर काम जारी रखना पसंद कर सकते हैं इस समय तक पूरी तरह नौकरी छोड़ने की जगह तो वे एक पदावनति के लिए सहमत हो सकते हैं वे इसे पसंद नहीं कर सकते हैं लेकिन वे इसके लिए सहमत हो सकते हैं क्योंकि उन्हें कहीं और नौकरी नहीं मिल रही है तो यह एक हो सकता है वेतन और लाभ नीतियाँ आप वेतन को स्थिर कर सकते हैं आप कह सकते हैं हम आपको कोई वेतन वृद्धि नहीं देंगे हम कुछ अतिरिक्त नहीं देने जा रहे हैं आप ओवर टाइम वेतन में कटौती कर सकते हैं आप उनसे कहते हैं काम पर देर से नहीं आना और आप कहते हैं आप बस अपना वेतन प्राप्त करें और आप छुट्टी का उपयोग सकते हैं आप उनकी छुट्टियों में कटौती कर सकते हैं आप वेतन में कटौती करना शुरू कर सकते हैं आप लाभ साझेदारी या परिवर्तनशील वेतन शुरू कर सकते हैं आप अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित और पुनःप्रशिक्षित कर सकते हैं हमने काम बाँटने की पहले ही चर्चा की है इसलिए मैं फिर से इसमें नहीं जाऊंगी हमने इस पर पिछले व्याख्यान में चर्चा की है लेकिन यह इस व्याख्यान का एक हिस्सा भी हो सकता है तो यह यहाँ है आप लाभ कैसे प्रदान करते हैं हम एक लचीले लाभ कार्यक्रम का उपयोग करते हुए लाभ प्रदान करते हैं लचीले लाभ कार्यक्रम का उपयोग करना लाभों को प्रशासित करने के तरीकों में से एक है लचीले लाभ कार्यक्रम कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए लाभों के संग्रह से चुनने की अनुमति देता है जैसे दृष्टि देखभाल दंत चिकित्सा देखभाल स्वास्थ्य बीमा बाल देखभाल वगैरह तो आपके पास विभिन्न प्रकार के लाभ हैं और आप लोगों को यह चुनने देते हैं उन्हें क्या चाहिए कुछ प्रकार की लचीली लाभ योजनाएँ प्रतिरूपकयोजनाएँ हो सकती हैं जिसमें विभिन्न कर्मचारी समूहों के लिए लाभों के विभिन्न बंडल बनाए गए हैं या लाभों के कवरेज के विभिन्न स्तरों की एक श्रृंखला शामिल है तो आप कहेंगे ठीक है इस स्तर के लोग कहते हैं निचले प्रबंधन को लाभ का यह बंडल मिलेगा मध्यम प्रबंधन के लोगो को आप उन्हें अधिक दे सकते हैं जैसे कि उनके बच्चों के लिए ट्यूशन फीस में मदद हो सकती है या उनके बुजुर्ग बूढ़े माता पिता की देखभाल और छुट्टी के लाभों को कम कर सकते हैं तो आप जानते हैं मेरा मतलब है मैं यह नहीं कह रही हूं कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन उनकी जरूरतें उनकी जनसांख्यिकीय स्थिति उनके परिवार के आकार परिवार की संरचना परिवार की ज़रूरतों पर निर्भर करती हैं तो ये चीजें उनके लिए अधिक उपयोगी हो सकती हैं तो आप कहेंगे 30 से 40 वर्ष या 30 से 50 वर्ष के लोगों को माता पिता और बच्चे की देखभाल के रूप में ज्यादा लाभ और छुट्टी के रूप में कम लाभ मिलेगा और फिर 50 के बाद हम में से अधिकांश एक या दोनों माता पिता को खो देते हैं और फिर इसलिए ये लाभ उन्हें इतना मतलब नहीं रखता है तो आप कहते हैं ठीक है 60 वर्ष की आयु के बाद आपको अधिक अवकाश लाभ मिलेगा उदाहरण के लिए जीवनसाथी की देखभाल या उस समय अधिक स्वास्थ्य लाभ तो यह एक वैकल्पिक योजना है विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न बंडल विभिन्न समूहों विभिन्न चीजों पर निर्भर करते हुए कोर प्लस विकल्प योजना में आवश्यक लाभ का मुख्य भाग शामिल है स्वास्थ्य लाभ बच्चे की देखभाल परिवार की देखभाल और या तो छुट्टी या शिक्षा या प्रशिक्षण या छूट आदि तो एक कोर सेट कि यह वही है जो आपको मिलेगा और फिर आप लाभ की इस टोकरी से चुन सकते हैं लचीले व्यय खाते व्यक्तिगत कर्मचारी खाते नियोक्ता कर्मचारी या दोनों द्वारा वित्त पोषित तो आप व्यय खाते रख सकते हैं और आप कहेंगे ठीक है यह आपका व्यय खाता है मैं आपसे यह नहीं पूछूंगा कि पैसे कहां जा रहे हैं आप इसे खर्च करते हैं जैसे भी आप चाहते हैं और यह पश्चिम में काफी प्रचलित है तो आप कहते हैं या तो आप लाभ लें या आप पैसे लें और यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है कुछ चुनौतियाँ एक है प्रतिकूल चयन जब एक कर्मचारी एक औसत कर्मचारी से ज्यादा एक विशिष्ट लाभ का उपयोग करता है उदाहरण के लिए छुट्टी के दिन या कॉस्मेटिक सर्जरी या दंत चिकित्सा देखभाल आदि अगर किसी को दंत चिकित्सा देखभाल दी जाती है और आप कहते हैं ठीक है आप खर्च कर सकते हैं व्यक्ति केवल दंत चिकित्सा देखभाल का उपयोग करने का फैसला करता है और वे अपने ब्रेसिज़ प्राप्त करते हैं मेरा मतलब है बहुत सारी चीजें और यह अंत होता है कंपनी के औसत लागत से जो उनके कर्मचारियों को लाभ देने में आती है उससे कहीं ज्यादा लागत लगने में तो यह प्रतिकूल चयन कहा जाता है कर्मचारी जो खराब विकल्प लेते हैं और बाद में पछताते हैं तो यह एक टोकरी है तो हम सभी लोभित हो जाते हैं और मैं कहूंगी अच्छा मैं यह करवा दूँगी वह करवा दूँगी और फिर मुझे एहसास होता है हे भगवान मैंने एक बुरा विकल्प लिया है और फिर आप वापस जाकर कह नहीं सकते कृपया मुझे कुछ और दें आपने पहले ही इसका उपयोग कर लिया है या आप पहले से ही इसे तय कर चुके हैं और इसके लिए कंपनी की योजना है प्रशासनिक जटिलता विशेष रूप से जब विभिन्न लाभों की समानता का निर्धारण किया जाता है आप कैसे तय करते हैं कौन सा मिश्रण किसके बराबर होने वाला है इसलिए दंत चिकित्सा देखभाल और बच्चे की देखभाल और बुजुर्गों की देखभाल और छुट्टियाँ एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती हैं और कोई आपसे सवाल कर सकता है और कह सकता है इतने सारे लोग इतनी सारी छुट्टियाँ ले रहे हैं तो यह व्यक्ति दंत चिकित्सा देखभाल पर इतना खर्च कर रहा है मैं क्यों नहीं ले सकता आप जानते हैं आप क्यों नहीं निर्धारित कर सकते हैं या मैं अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकता या मैं अपनी शिक्षा की फीस पर उतना पैसा क्यों नहीं खर्च कर सकता या तो शिक्षा का एक वर्ष या दंत चिकित्सा का एक वर्ष और शिक्षा के 1 वर्ष का खर्च 1 साल के दंत चिकित्सा से कहीं कम हो सकता है तो यह एक समस्या हो सकती है आप भी बेरोज़गारी बीमा ले सकते हैं बेरोज़गारी बीमा प्रावधान से संबंधित है यह अनैच्छिक बेरोज़गारी की अवधि के दौरान लोगों के लिए अस्थायी आय का प्रावधान है कुछ शर्तें जिनका उपयोग आप बेरोज़गारी बीमा से इनकार करने के लिए कर सकते हैं एक कर्मचारी हैं जो स्वेच्छा से इस्तीफ़ा देते हैं कोई बस अपनी नौकरी छोड़ देता है आप उन्हें बेरोज़गारी बीमा देने के लिए कानून से बाध्य नहीं हैं एक कर्मचारी जिसे सकल दुर्व्यवहार के लिए निकाला जाता है आपको उन्हें बेरोज़गारी बीमा देने की आवश्यकता नहीं है एक कर्मचारी जो उपयुक्त कार्य के प्रस्ताव से इनकार करता है आप व्यक्ति से कहते हैं कुछ काम करने के लिए और व्यक्ति कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा और अगर यह उपयुक्त कार्य है और व्यक्ति कार्य के लिए योग्य है और उसे ना कहता है आप उन्हें जाने दे सकते हैं और आपको उन्हें कोई बेरोज़गारी बीमा देने की आवश्यकता नहीं है एक कर्मचारी जो जानबूझकर गैर कानूनी या जिसे कानूनी रूप से संगठन या देश या जनता के लिए हानिकारक माना जा सकता है गतिविधियों में भाग लेता है कोई गैर कानूनी गतिविधियों में व्यस्त है कोई तोड़ फोड़ में व्यस्त है कोई किसी चीज में व्यस्त है जो संगठन को नुकसान पहुंचा सकता हैतो वह बेरोज़गारी बीमा का हक़दार नहीं है अतिरिक्त बेरोज़गारी लाभ भी वहाँ हो सकते है निलंबन के समय दिए गए अतिरिक्त लाभ तो कभी कभी इसे कहते हैं सुनहरी क्षतिपूर्ति उदाहरण के लिए छह महीने का वेतन जब किसी व्यक्ति को निलंबित किया जाता है तो इस तरह की बात भी मायने रखती है आपको पता है यह बेरोज़गारी बीमा की सीमा पर है आप बेरोज़गारी बीमा का प्रबंधन कैसे करते हैं आप अल्पकालिक या सीमित अवधि के संकटों के दौरान अल्पकालिक कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं आप सभी बेरोज़गारी दावों का परीक्षण करते हैं और आप सभी विमुक्त कर्मचारियों के साथ बाहर निकलने के साक्षात्कार आयोजित करते हैं किसी के लिए निष्कासन के कारण पर एक आपसी समझ पर आते हैं उन्हें पता लगने दीजिए उन्हें समझाएं कि उन्हें निकाल दिया जाना है और उन्हें बताएं कि यदि वे झूठी शिकायत दर्ज करते हैं कानून के दायरे में कंपनी यथासंभव बचाव करेगी आज की चर्चा के लिए अंतिम विषय लाभ संचार है आपको लोगों को यह बताने की जरूरत है कि वे किस चीज के हक़दार हैं और वे किस चीज के हक़दार नहीं हैं इसमें सबसे बड़ी चुनौती है लाभ पैकेजों की बढ़ती जटिलता जो अच्छे कर्मचारी को रोक कर रखने में मदद करती है लेकिन आप इसके साथ क्या करते हैं आप इसका प्रबंधन कैसे करते है तो कर्मचारियों के लिए इन जटिल पैकेजों को समझाने के लिए पर्याप्त संसाधनों को समर्पित करने के लिए नियोक्ता की अनिच्छा यह एक बड़ी चुनौती बन जाती है तो आपके पास एक जटिल पैकेज है लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि इसे कर्मचारियों को कैसे समझा जाए कर्मचारी यह नहीं जानते कि वे किस चीज के हक़दार हैं वे इसका लाभ नहीं लेते हैं और संगठन पैसे बचाता है जहां इसे पैसे की बचत नहीं करनी चाहिए तो यह उनके लिए एक मुश्किल बात हो जाती है क्योंकि कभी कभी ये पैकेज बहुत जटिल होते हैं और लोगों को स्पष्ट रूप से बताए जाने की जरूरत है कि वे क्या ले सकते हैं और क्या नहीं तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है और उससे बहुत ही चतुराई से निपटा जाना है तो आज आपके लिए यही सब है और हम अगले व्याख्यान में अधिक HR चीजों के साथ जारी रखेंगे सुनने के लिए धन्यवाद